हम अंतिम क्लास में यूनिफार्म लीनियर अर्रे पर चर्चा कर रहे थे अब इसके दो किस्में हैं एक ब्रोडसाइड अर्रे है जिस पर हमने चर्चा की है आज हम एंड फायर अर्रे की चर्चा करेंगे अब जो फिजिकली ब्रोडसाइड अर्रे था हम प्रत्येक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कोई भी फेज शिफ्ट नहीं दे रहे थे इसलिए यही कारण है कि ब्रोडसाइड डायरेक्शन में सभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे और अधिकतम अर्रे अक्ष के ब्रोडसाइड हिस्से में आ रहे थे अब एक एंड फायर को देखो मान लीजिए यह अर्रे अक्ष है और मेरे पास यहां एलिमेंट हैं अब यहां मान लीजिए यह फेड किया गया है सभी को फेड किया जा रहा है तो हम कहते हैं कि यह मैं हूँ यह मैं हूँ अब स्पेस में किसी भी बिंदु पर यह I रेडिएशन जो मुझे यह बताएगा कि यह करंट e की पावर माइनस j k0 r बाय r हैं अब आप देखते हैं कि क्या मैं चाहता हूं कि इस एक्सिस पर radii अधिकतम रेडिएशन होना चाहिए इसलिए मैं चाहता हूं कि हम यह पीक यहां या तो इस ओर होना चाहिए तो यह जब यहाँ जाता है तो इस दूरी के आधार पर इसका निश्चित फेज स्पेस होता है यह दूरी r है तो इस के कारण यहाँ फील्ड क्या होगी फार फील्ड I e कि पावर माइनस j k0 r बाय r इन टू कुछ कोंस्टेंट्स जहाँ यह 4 pi आदि होगा सब कुछ देखा जाएगा अब अगला क्या होगा अगला ये होगा तो अगले एक में K यह होगा I e की पावर माइनस j k0 r प्लस और दूसरी दूरी माइनस j k0 है यदि यह दूरी d माइनस j k0 d बाय r प्लस d आदि है इसी तरह दूसरा माइनस j k0 माइनस j 2 k0 d माइनस j 3 k0 d आदि तो आप देखते हैं कि इस एक और इस एक के बीच का अंतर e की पावर माइनस j k0 d है अब अगर इनकी तुलना करने में एक्साइटिंग है तो I e की पावर j k0 d एक्स्ट्रा फेज में करंट देता है यहाँ I e की पावर प्लस j 2 k0 d दे रहा है यहाँ I e की पॉवर अपेक्षाकृत देता है इसका मतलब है कि इसकी तुलना में एक्साइटेशन करंट फेज में मैं e की पावर j k0 d दे रहा हूँ इसके सापेक्ष मैं j 2 k0 d आदि j 3 k0 d आदि दे रहा हूँ तो फिर यह हिस्सा रद्द हो जाता है इसलिए प्रत्येक को अब रचनात्मक रूप से जोड़ा जाएगा यह एंड फायर अर्रे का विचार है इसलिए एंड फायर अर्रे में प्रोगेसिव फेज शिफ्ट जो कि हमारा कन्वेंशन u0 था जिसे माइनस k0 d के रूप में चुनना होगा इसका मतलब है एक इंटर एलिमेंट दूरी की तय करने के लिए जो प्लेन वेव द्वारा अधिग्रहित प्लेन स्पेस हैं उस के नकारात्मक हम प्रोगेसिव फेज शिफ्ट के रूप में दे रहे हैं तो हमेशा हम जानते हैं कि प्रमुख लोब मैक्सिमा जो u प्लस u0 बाय 0 पर होता है यह हमें अर्रे फैक्टर से प्राप्त होने वाला है तो नया कहां होगा या मैं umax कह सकता हूं तो umax अब माइनस u0 पर होगा और माइनस u0 क्या है इसका मतलब यह k0 d है डाइग्राम को देखें तो अब मेन लोब k0d पर है इसका मतलब है बस विज़िबल स्पेस स्पेक्ट्रम के अंत में आप देखते हैं कि लोब का हाफ इनविजिबल स्पेक्ट्रम में है तो माइनस से यह एंड फायर अर्रे है अब अगर मुझे इसके बजाय यह चाहिए तो मैं इसे विपरीत दिशा में चाहता हूं इसलिए मुझे इसे केवल बदलना होगा यदि मैं इसे u0 कर देता हूं यदि मैं प्लस k0 d के रूप में कर देता हूं तो यह आप umax कह सकते हैं वह दूसरा जो माइनस u0 पर होगा वह माइनस k0 d है तो इसका मतलब है कि इस आरेख के बजाय मेन पीक जो उस छोर पर यहां मेन लोब पीक का हाफ होगा यह एंड फायर अर्रे कॉन्सेप्ट है तो और अब हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें ये umax k0 d मिला है हमारा umax क्या था यह k0 d cos psi अधिकतम के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए मैं इसे पहली बार ले रहा हूं तो k0 d मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यह स्पष्ट है कि cos phi psi अधिकतम जो कि 1 है इसका मतलब है psi अधिकतम 0 है तो psi क्या है यह अर्रे अक्ष है तो psi 0 है इसका मतलब है कि इन के साथ यह psi था तो psi 0 है इसका मतलब है कि यह इस दिशा में पीक है तो प्रमुख लोब अर्रे अक्ष के साथ होता है तो हम यह अर्रे फैक्टर देख सकते हैं अब आप देखते हैं कि मेन लोब विजिबल स्पेस के चरम पर है तो यह एक उच्च अवसर है जहाँ आप देखते हैं कि ये अगला एक ग्रेटिंग लोब है यह ग्रेटिंग लोब यहां प्रवेश कर सकता है क्योंकि यह पहले से ही अंत में है पहले ब्रॉडसाइड अर्रे के मामले में यह बीच में था आप देखते हैं कि यह बीच में था मेन बीम बीच में था यहाँ यह एक चरम से गुज़रा है इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि अगला एक अर्रे एंड फायर अर्रे के लिए रखा जा सकता है इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि ग्रेटिंग लोब्स से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम जानते हैं कि अर्रे फैक्टर एक पीरिऑडिक फंक्शन है हमने कहा है कि अर्रे फैक्टर 2pi का एक पीरिऑडिक फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि माइनस u0 माइनस 2 pi माइनस k0 d से कम होना चाहिए क्या मतलब है यह मेरा माइनस u0 और माइनस 2 pi है यह यहां जाएगा तो ये माइनस k0 d से परे होना चाहिए इसका मतलब है माइनस k0 d से कम यही स्थिति है तो ग्रेटिंग लोब से बचने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता होती है तो एंड फायर के लिए हमने देखा कि u0 कितना है u0 माइनस k0 d है तो इसका मतलब है कि k0 d माइनस 2 pi माइनस k0 d से कम रखते है इसलिए यदि आप इन्हें हल करते हैं तो यह कहता है कि d लैम्बडा नॉट बाय 2 से कम होना चाहिए तो आप एंड फायर अर्रे के लिए d को लैम्बडा नॉट बाय 2 से अधिक नहीं ले सकते हैं तो ग्रेटिंग लोब प्राप्त करने से बचने के लिए u हमेशा ऑपरेटिंग वेवलेंथ के आधे से कम होना चाहिए तो इसका मतलब है कि एंड फायर अर्रे की लंबाई आम तौर पर ब्रॉडसाइड अर्रे की लंबाई से छोटी होती है क्योंकि ब्रॉडसाइड अर्रे के लिए ग्रेटिंग लोब से बचने के लिए आप d तक जा सकते हैं आमतौर पर हम d की तुलना से थोड़ा कम लेते है लेकिन यहाँ d का अर्थ लैम्ब्डा नॉट यहाँ यह उससे हाफ है और इसलिए हम देख सकते हैं कि चीज़ कैसी दिखती है एंड फायर अर्रे के लिए अर्रे पैटर्न इस तरह दिखता है ये साइड लॉब हैं तो आप देखते हैं कि x अक्ष अर्रे अक्ष है और अर्रे के साथ मेन बीम है यह अर्रे अक्ष के बारे में रेवोलुशन का एक फिगर है और हमें अब इसके अन्य मापदंडों का पता लगाने की आवश्यकता है जिस अर्रे फैक्टर को हम लिख सकते हैं एंड फायर अर्रे का अर्रे फैक्टर क्या है वह I0 sin n प्लस 1 बाय 2 k0 d है आप देखते हैं कि मैं यह u0 रखूंगा तो यह cos psi माइनस 1 बाय यह अर्रे फैक्टर के रूप में आएगा है तो मेन लोब कहां है हमने पहले ही देखा है जहां मेन लोब है मैक्सिमा होता है अब मेन लोब नल कहां होता है तो स्पष्ट रूप से मेन लोब नल जब ये बात इस तर्क से प्लस माइनस हो जाएगी इसका मतलब है कि n प्लस 1 बाय 2 k0 d cos psi माइनस 1 प्लस माइनस मेन लोब होगा अन्य लोब्स जिन्हें आप पता कर सकते हैं लेकिन यह मेन लोब्स है अब बड़े N के लिए इस cos psi माइनस 1 का मान क्या है जिसे आप यहां k0 वैल्यू 2 pi बाय लैम्ब्डा नॉट रख सकते है तो हमें लैम्ब्डा नॉट बाय N plus 1 d मिलेगा अब आप बड़े N के लिए देखते हैं यह दाहिने हाथ की तरफ शांतिपूर्वक छोटी संख्या है इसलिए इसका मतलब cos psi इसका मान प्लस माइनस 1 लिया गया है तो हम कह सकते हैं कि psi 0 के पास है और मान क्या है हम कह सकते हैं कि nulls पर null psi का मान प्लस माइनस डेल्टा psi है चाहे यह बहुत छोटा मान हो तो अब वह मूल्य क्या है जिसे अब हमें हल करना होगा अब इस डेल्टा psi का मूल्य क्या है तो इसलिए मैं इन्हें आकर्षित कर सकता हूं कि यह मेन बीम है तो यह psi पर 0 के बराबर है हमने देखा है कि प्लस डेल्टा psi पर पीक होती है यह माइनस डेल्टा psi पर है अब छोटे डेल्टा psi के लिए हम cos डेल्टा psi लिख सकते हैं जिसे सीरीज एक्सपांशन द्वारा लगभग 1 minus डेल्टा psi स्क्वायर बाय 2 के रूप में लिखा जा सकता है cos x 1 minus x स्क्वायर बाय 2 के बराबर है इसलिए हम उस डेल्टा psi स्क्वायर बाय 2 को लैम्ब्डा नॉट बाय N plus 1 इन टू d के बराबर रख सकते है जो नहीं है ना क्योंकि पहले से ही हमें यह cos psi माइनस 1 मिल चुका है इसलिए इसकी बराबरी करते हुए हम इसे प्राप्त करते हैं तो डेल्टा psi क्या है Delta psi 2 लैम्ब्डा नॉट बाय N plus 1 इन टू d है तो हमारी बीमविड्थ क्या है यदि हम यहाँ देखें तो बीमविड्थ नल से नल बीमविड्थ है मुझे कहना चाहिए कि नल से नल बीमविड्थ 2 डेल्टा psi और यह 2 इन टू 2 लैम्ब्डा नॉट बाय N plus 1 इन टू d है अब N प्लस 1 इन टू d में कुछ भी नहीं है लेकिन L अर्रे की लंबाई है तो आप 2 इन टू 2 लैम्ब्डा नॉट बाय 1 पावर हाफ लिख सकते हैं यह L एंड फायर की लंबाई अर्रे लंबाई के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप देखते हैं कि एंड फायर अर्रे की बीमविद्थ अर्रे की लंबाई इलेक्ट्रिकल अर्रे की लंबाई या अर्रे लंबाई के स्क्वायर रुट के इन्वेर्स्ली प्रोपोशनल होता है यह ब्रोडसाइड के लिए था यह इन्वेर्स्ली प्रोपोशनल था यह लंबाई के स्क्वायर रुट के इन्वेर्स्ली प्रोपोशनल होता है तो इसका मतलब है कि बीम उतनी संकरी नहीं है जितनी की ब्रोडसाइड के मामले में था तो यहाँ एंड फायर संकीर्ण नहीं है लेकिन पॉइंट यह है कि संकीर्णता दो प्लेनस में होती है E प्लेन और H प्लेन दोनों में पैटर्न कि संकीर्णता से ग्रेटर बीमविद्थ की आपूर्ति होती है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यह डाइपोल पैटर्न है और यहाँ यह बहुत संकीर्ण नहीं है यह अर्रे पैटर्न है यह डाइपोल पैटर्न है तो पैटर्न मल्टिप्लिकेशन इस तरह का परिणामी पैटर्न होगा तो यहाँ अर्रे पैटर्न द्वारा E और H दोनों प्लेन पैटर्न नियंत्रित किये जाते है और यदि N बड़ा है यहाँ हाफ वेव डाइपोल के एलिमेंट पैटर्न का प्रभाव बहुत कम है तो मेन रूप से एंड फायर अर्रेस के लिए परिणामी पैटर्न दोनों ही एंड फायर चीजों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं अब हम डिरेक्टिविटी में आ सकते हैं अब डिरेक्टिविटी के लिए आप देखते हैं कि हम डिरेक्टिविटी का अनुमान लगाते हैं इसलिए डिरेक्टिविटी के लिए हम अर्रे फैक्टर को रूट 2 N प्लस 1 करेंगे क्योंकि हम 3 dB लेते हैं अब यहाँ हम यह लिख सकते हैं कि पहले लिखा गया अर्रे फैक्टर कहाँ है यहाँ इन सभी को हम cos psi हाफ के रूप में रखेंगे यदि हम इसे कॉल करते हैं तो मान लें कि जिस एंगल पर हाफ पावर बीमविड्थ है उस को psi डेल्टा psi हाफ कहते हैं पहले नल से नल तक जिसे हम डेल्टा psi कह रहे हैं अब यह डेल्टा psi हाफ है तो यहाँ कई अनुमान लगेंगे यह एक पहले से ही है हमने लिया है कि नल से नल के लिए डेल्टा psi छोटा था इसलिए डेल्टा psi बाय हाफ आगे भी छोटा किया जाएगा तो इस cos को माइनस 1 करेंगे जिसे हम माइनस डेल्टा psi हाफ स्क्वायर बाय 2 नुमेरटर में लिख सकते हैं इन sin फ़ंक्शन को न्यूमेरिक sin फ़ंक्शन द्वारा अनुमानित किया जा सकता है सीरीज एक्सपांशन में एक्सपान्ड किया जा सकता है केवल दो टर्म्स ले सकते हैं तो sin x क्या है Sin x x माइनस x क्यूब बाय 6 है और डिनोमिनेटर में आपके पास sin k0d बाय 2 cos psi माइनस 1 है अब cos psi माइनस 1 है यह छोटा है इसका सभी चीजों से गुणा भी छोटा है यहाँ वह समग्र छोटा नहीं था इसीलिए क्योंकि वह N प्लस 1 है वास्तव में जिसके कारण हम यहाँ विस्तारित करते हैं हम सीधे डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं पूरी साइन चीज़ k0 d होगी जिसके कारण डिनोमिनेटर k0 d बाय 2 होगा फिर डेल्टा psi हाफ स्क्वायर बाय 2 है इसका मतलब है की k0 d डेल्टा psi हाफ स्क्वायर बाय 4 इसके बराबर है इसलिए अगर आप इसे रखते हैं तो थोड़ा हेरफेर होगा और यह एक क़्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जायगा क़्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशन नहीं आएगी तो अंत में हम पाते हैं कि यह चीज़ 163 लैंबडा नॉट होगी जो कि pi d N प्लस 1 की पॉवर हाफ होगी तो यह डेल्टा psi होगा अब हम जानते हैं कि किस बिंदु पर हाफ पॉवर आती है तो मेन बीम द्वारा अधिकृत किया गया सॉलिड एंगल मैं लिख सकता हूं कि ये एंड फायर अर्रे के मेन बीम के अधिकृत वाले सॉलिड एंगल होंगे और वह क्या है 0 से 2 pi फिर 0 से डेल्टा psi हाफ sin थीटा d थीटा d phi कृपया इन्हें याद रखें इन के लिए यह माइनस नहीं है क्योंकि एंड फायर पैटर्न को देखें तो केवल यही हमारे पास है मान लीजिए कि यहाँ डेल्टा psi हाफ से 0 हो जाएगा क्योंकि अन्य हाफ विजिबल स्पेस में e prime के लिए नहीं है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह सरल है क्योंकि अब आपके पास इस चीज के लिए एक्सप्रेशन है तो यह वही एक्सप्रेशन होगा जिसे आप जानते हैं तो 2 pi 1 माइनस cos डेल्टा psi हाफ और वह 2 pi डेल्टा psi हाफ स्क्वायर बाय 2 से अनुमानित किया जा सकता है तो यह pi डेल्टा हाफ स्क्वायर है यह मेन बीम द्वारा अधिकृत किया गया सॉलिड एंगल है तो हम जानते हैं कि डिरेक्टिविटी क्या है आइसोट्रोपिक रेडिएटर सॉलिड एंगल 4 pi बाय psi है तो वह 473 N प्लस 1 d बाय लैम्ब्डा नॉट है यह एंड फायर अर्रे की डिरेक्टिविटी है इसलिए लोगों ने इन्हें सारणीबद्ध किया है और मान लीजिए कि मैं बहुत सारे एलिमेंट्स लेता हूं आपके पास d बाय लैम्ब्डा नॉट है और डिरेक्टिविटी का पूर्ण मूल्य क्या है आम तौर पर हम इसे 6 d बाय लैम्ब्डा नॉट लेते हैं जाहिर है ग्रेटिंग लोब को प्राप्त करने से बचने के लिए यह 05 से कम होना चाहिए तो हमें 04 लेना चाहिए जिससे यह मान 1135 निकला अगर मैं इसे 12 करूँ वही 04 तो ये 227 हो जायेगा अगर मैं इसे 6 कर दूं लेकिन इसे कम कर दूं तो यह 851 हो जाता है अगर मैं इसे 12 03 पर 1703 देता है तो आप देखते हैं कि ये विशिष्ट मूल्य हैं मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं यह बिंदु तालिका डिज़ाइनर की समस्या को रेखांकित करता है अधिक डिरेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए हम यहां से देखेंगे कि यदि मुझे अधिक डिरेक्टिविटी प्राप्त करना है तो मुझे d को बढ़ाना होगा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योकि असीम रूप से अंत 05 से कम है तो इसका मतलब है कि अधिक गेन आप ये नहीं कर सकते हैं लेकिन लोगों को वास्तव में यह पता चला है कि है वुडवर्ड हेंसन एक क्लासिकल उदाहरण है आप यहां मेन बीम नहीं रखते हैं आप वास्तव में इस मेन बीम को इनविजिबल स्पेस में फैलाने की कोशिश करते हैं और वास्तव में आप मेन बीम खो रहे हैं इसका मतलब है आप यह ऊर्जा खो रहे हैं कुल ऊर्जा भी इसलिए आप जो नुकसान कर रहे हैं उससे कुल रेडिएट पावर अगर वह भी नीचे चली जाती है तो वास्तव में डिरेक्टिविटी क्या है डिरेक्टिविटी कुल रेडिएट पावर द्वारा विभाजित अधिकतम रेडिएशन तीव्रता है इसलिए यदि आप यहां मेन बीम को फैलाते हैं तो कुल रेडिएटेड पावर भी नीचे चली जाएगी और इसके द्वारा उन्हें पता चल जाता है कि आप वहां डिरेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं तो इसे वुडवर्ड हेंसन तकनीक कहा जाता है लेकिन यह एक अग्रिम तकनीक है इस प्रकार यह एंड फायर अर्रे के लिए आगे बढ़ने का एक तरीका है तो यह हमने देखा है कि अर्रेस को कैसे डिज़ाइन किया जाए आपके पास ब्रोडसाइड अर्रे या एंड फायर अर्रेस आदि हो सकते हैं और डिरेक्टिविटी क्या है इसलिए डिरेक्टिविटी से आप आवश्यक यह पता लगा सकते हैं कि d आदि क्या है जो आपको करने की आवश्यकता है अगले में कुछ अन्य अर्रेस जो उपयोगी हैं वो देखेंगे कुछ अन्य बहुत ही सरल प्रकार के अर्रेस जो कुछ विशेष अनुप्रयोगों में उपयोगी हैं और इसी के साथ हम इस अर्रे ऐन्टेना व्याख्यान को समाप्त करते हैं धन्यवाद